इस पाठ्यक्रम के सप्ताह 12 के लिए वापस स्वागत है पिछले दो हफ्तों से हम एनएलपी में कई अलग अलग एप्लीकेशन और उन एप्लीकेशन को हल करने के लिए आप किस तरह के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं के बारे में बात कर रहे हैं हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंट्री लिंकिंग और फंक्शनैलिटी एक्सट्रैक्शन के बारे में चर्चा की है एनएलपी के कई अन्य एप्लीकेशन हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं और एक बार जब आप सभी बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं तो आपको बस यह देखना होगा कि आप नए एप्लीकेशन के लिए किस प्रकार के एल्गोरिदम लागू कर सकते हैं इसलिए इस सप्ताह हम एक बहुत ही दिलचस्प एप्लिकेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो सेंटीमेंट एनालिसिस का है और हम कई अलग अलग एंगल से इसे कवर करेंगे तो सेंटीमेंट एनालिसिस एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछले दशक में बहुत लोकप्रिय हो गया है सोशल मीडिया में आने के कारण और बहुत सारी राय और टिप्पणियां जो लोग ऑनलाइन डाल रहे हैं इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति लोगों की सेंटीमेंट क्या है जैसे कि एक पर्टिकुलर फिल्म राजनीति में एक पर्टिकुलर कैंडिडेट इत्यादि और कोई भी टेक्स्ट डेटा और विभिन्न संसाधनों का विश्लेषण करके यह कर सकता है तो क्या मैं इसका इस्तेमाल किसी प्रकार की सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए कर सकता हूं यह बाद में विभिन्न प्रीडेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि भविष्य में लोगों के सेंटीमेंट्स कैसे होंगे और किसी विशेष प्रोडक्ट या मूवी आदि का बाजार कैसा होगा तुम भी प्रोडक्ट लोगों इत्यादि के बीच तुलना कर सकते हो इसलिए हम देखेंगे कि सेंटीमेंट एनालिसिस के इस क्षेत्र में क्या होता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको किसी भी नई चुनौती पूर्ण समस्या के बारे में विश्लेषण करने में मदद करेंगी तो यह कुछ हद तक सेंटीमेंट एनालिसिस का परिचय हो सकता है कि आपके पास किसी प्रकार की फिल्म रिव्यू है और प्रत्येक रिव्यू या फिल्म के बारे में क्या पॉजिटिव बातें हो रही है या फिल्म के बारे में क्या नेगेटिव बातें हो रही है तो चलिए फिल्म के कुछ रिव्यू यहाँ देखते हैं यह विश्वसनीय रूप से निराशाजनक है और आप कह सकते हैं कि यह एक नेगेटिव रिव्यू हैं एक और तरीका है जैनी करैक्टर और रिचली अप्लाइड सैटायर और सम ग्रेट प्लॉट ट्विस्ट और आप कहेंगे कि यह एक पॉजिटिव रिव्यू है दिस इस द ग्रेटेस्ट स्क्रूबॉल कॉमेडी एवर फिल्मड जिसे आप एक पॉजिटिव रिव्यू के रूप में कहेंगे इट वॉज पैथेटिक इसलिए आप देखते हैं कि यह एक नेगेटिव रिव्यू है इसलिए आपको बहुत सारी समीक्षाएं मिल रही हैं और आप देख रहे हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वे कौन से अलग अलग स्थान हैं जहाँ आप सामान्य रूप से सेंटीमेंट एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हमने फिल्म डोमेन से कुछ उदाहरण लिए इसलिए जिस तरह से लोग फिल्म के बारे में रिव्यू लिखते हैं आप कह सकते हैं कि फिल्म पॉजिटिव थी या नेगेटिव आप सामान्य रूप से विभिन्न अलग अलग चीजों के बारे में बात कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप प्रोडक्ट्स के संदर्भ में कह सकते हैं इसलिए जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र भी होता है जहां आप प्रोडक्ट् के बारे में अपनी रिव्यू रख सकते हैं और फिर हम कैप्चर कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव का उपयोग कर रहा है आप यह कहते हुए भी नीचे जा सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के कई पहलू हैं तो इस प्रोडक्ट उदाहरण के लिए एक कैमरा है आप इसके बारे में बात कर सकते हैं कि क्या यह एक बहुत भारी कैमरा है इसकी इमेज क्वालिटी अच्छी है या नहीं और इमेज क्वालिटी क्या है तो आप प्रोडक्ट के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में बात कर सकते हैं और प्रत्येक पहलू पर आप कह सकते हैं कि लोगों के सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव तब आप पब्लिक सेंटीमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि जो एक विशेष ब्रांड पर हो सकता है उस ब्रांड पर कंजयूमर का विश्वास क्या है कंजयूमर की प्रतिक्रियाएँ क्या हैं यह उन नीतियों के बारे में सामान्य रूप से हो सकता है जो सरकार बना रही है उस नीति में लोगों का क्या विश्वास है और उनकी सेंटीमेंट क्या हैं इत्यादि आप इसे उस पॉलिटिक्स के लिए कर सकते हैं जब भी चुनाव होते हैं कुछ कैंडीडेट्स होते हैं तो विभिन्न कैंडीडेट्स के विभिन्न प्रकारों के बारे में लोगों की राय और सेंटीमेंट्स क्या हैं और यह फिर से एक बहुत बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है जहां आप कह सकते हैं कि यह ठीक है यह सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव है या आप आगे कह सकते हैं ठीक है लोग किसी विशेष कैंडिडेट के बारे में क्या पॉजिटिव बातें कर रहे हैं या क्या नेगेटिव बातें कर रहे हैं और आप इसके शीर्ष पर कुछ समराइज भी कर सकते हैं इसलिए बहुत सी अलग अलग चीजें हैं जो आप सेंटीमेंट एनालिसिस के इस क्षेत्र में कर सकते हैं और वह सब करके आप किसी प्रकार की प्रीडिक्शन भी कर सकते हैं जो एक बार मुझे डिफरेंट पॉलीटिकल पार्टी और कैंडीडेट्स के बारे में लोगों के सेंटीमेंट्स का पता लगने पर क्या मैं चुनाव के परिणाम का पहले से अनुमान लगा सकता हूं और आप हाल के वर्षों में देखेंगे यह कई अलग अलग प्रकार के रिसर्चर और कंपनियों द्वारा बहुत कुछ किया गया है इसलिए वे चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वह अमेरिकी चुनाव हो चाहे भारत में चुनाव हो इत्यादि क्या आप सेंटीमेंट से मार्केट ट्रेंड को प्रिडिक्ट सकते हैं इसलिए एक बार जब आप लोगों के सेंटीमेंटस को जान लेते हैं क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बाजार में हाइ होगा आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि क्या स्टॉक ऊपर जाएगा क्या स्टॉक नीचे जाएगा इत्यादि इसलिए कई अलग अलग दिलचस्प चीजें हैं जो सेंटीमेंट एनालिसिस का उपयोग करके की जा सकती हैं फिर आपकी हेल्प लाइन जैसी अन्य चीजें हैं और आप यह देखना चाहते हैं कि सकौलर किसी तरह से डिस्ट्रेस हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनके भाषणों पर सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं फिर ड्राइवरों और पायलटों से वह वहां सट्रेस लेवल का पता लगाना चाहती है ताकि विभिन्न दुर्घटनाओं से बचने के लिए जरूरी हैं तो वहाँ भी सेंटीमेंट एनालिसिस किया जाता है यद्यपि उनकी मोडालिटी भिन्न हो सकती है आप केवल उन टेक्स्ट डेटा का उपयोग करके इसे कैप्चर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जो आपने उनकी स्पीच या किसी अन्य प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन देखे होंगे तो इस पाठ्यक्रम में और इस क्षेत्र में हम केवल टेक्स्ट डेटा से इसे लेने के बारे में बात करेंगे यही कारण है कि अन्य दो प्रकार के एप्लिकेशन दिलचस्प हो जाते हैं जिस तरह से लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं इसलिए जिस तरह से वे लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं उसी तरह से वे सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं क्या हम उनकी स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में कुछ बता सकते हैं जैसे वे उदास हैं और रीसेंट टाइम में उनके काम के बारे में ताकि वे इस क्षेत्र की खोज कर रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति का ट्वीट व्यवहार क्या वह डिप्रेस्ड है या वह एल्कोहलिक है इत्यादि और फिर जब लोग ई ट्यूटर से बात कर रहे हैं तो वे विभिन्न ई लर्निंग टूल का उपयोग करते हैं तो यहां क्या वे विषय को समझ रहे हैं या उन्हें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो सेंटीमेंट एनालिसिस का उपयोग करके इन सेंटीमेंट का भी पता लगाया जा सकता है और आप सौ अलग अलग सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं जहां इस सेंटीमेंट एनालिसिस का उपयोग किया जाएगा इसलिए हम सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं इस पर चर्चा करने से पहले इस ब्रॉड फील्ड ऑफ सेंटीमेंट में क्या आता है ओपिनियन सब्जेक्टिविटी और आप सभी के बारे में क्या सोच सकते हैं तो यह इफेक्टिव स्टेट्स टोपोलॉजी द्वारा है तो इस ब्रॉड फील्ड के बारे में आप सभी अलग अलग बातें क्या कर सकते हैं इसलिए आप इमोशंस राइट के बारे में बात कर सकते हैं इसलिए आप इमोशंस के बारे में बात कर सकते हैं कुछ अलग तरह के इमोशंस तो इमोशन होंगे क्या आप क्रोधित हैं क्या आप दुखी हैं हर्षित हैं भयभीत हैं शर्मिंदा हैं गर्वित हैं अभिमंत्रित हैं ये सब इमोशंस हैं तब आप मूड के बारे में बात कर सकते हैं तो क्या व्यक्ति चीयरफुल है वह ग्लूमी है क्या वह इरिटेबल लिस्टलेस डिप्रेस्ड है तो ये सभी लोगों के अलग अलग मूड हैं फिर कोई इंटरपर्सनल रुप के बारे में बात कर सकता है कि क्या वह फ्रेंडली है क्या वह वारम है या सपोर्टिव इत्यादि आप एटीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं जैसे लाइकिंग लविंग हेटिंग वैल्यूइग् डिजायरइंग और आप जैसे पर्सनालिटी ट्रेरेट के बारे में बात कर सकते हैं जैसे नर्वस होनाएनशीएस होना और रैकलेस होना और आपको अलग अलग एप्लीकेशन में डिफरेंस दिखाई देंगे आप विभिन्न प्रकार के स्टेट के बारे में बात करना चाहेंगे कहीं आप इमोशंस के बारे में बात करना चाहेंगे कहीं केवल इंटरपर्सनल स्टैंसिस हम यहां एक समूह के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग एक समूह में कैसे व्यवहार कर रहे हैं तो अगर आप सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया कैसी हैआप देखेंगे हम ज्यादातर लोगों के एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैंचाहे वे किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या वे इसे प्यार करते हैं या वे इसे नफरत करते हैंकिसी फिल्म या उम्मीदवार के बारे में भी ऐसा ही है इसलिए जब हम सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं हम ज्यादातर कुछ ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के प्रति लोगों के एटीट्यूड के इन निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह कुछ प्रकार की परिभाषा है जो हम सेंटीमेंट एनालिसिस को दे सकते हैं दृष्टिकोण का पता लगा सकते हैं जो वस्तुओं या लोगों के प्रति हमारे कुछ प्रकार के प्रभावी विश्वासों को स्थायी करने का एक प्रकार है तो अब सेंटीमेंट एनालिसिस एक बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कार्य भी हो सकता है क्योंकि जब आप सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो तस्वीर में कई अलग अलग चीजें हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वह व्यक्ति कौन हैजो एटीट्यूड होल्ड कर रहा है इसे कौन पसंद कर रहा है और यह एटीट्यूड का धारक है और इसे लाइक कौन कर रहा है इस एटीट्यूड का टारगेट क्या है तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं होल्डर कौन है और टारगेट क्या है फिर आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि एटीट्यूड किस प्रकार का है तो यहाँ फिर से आप इस वाइड रेंज से शब्द चुन सकते हैं आप कह सकते हैं मुझे किसी एक का चयन करना है लव हेट डिजायर वैल्यू इत्यादि या आप कह सकते हैं कि पोलैरिटी क्या है क्या यह पॉजिटिव है क्या यह नेगेटिव है क्या यह न्यूट्रल है या आप किसी तरह की स्ट्रेंथ दे सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रेंथ के साथ पॉजिटिव हो या इस स्ट्रेंथ के साथ नेगेटिव हो तो फिर से आप देखते हैं कि आप अपने कार्य को कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसमें बहुत फ्लैक्सिबिलिटी है और आप कर सकते हैं कुछ अन्य की तुलना में अधिक कंपलेक्स हो सकते हैं और आप यह भी पता लगाना चाह सकते हैं कि इस पूरे टेक्स्ट में क्या है आपने जो भी अटेंडेंस ली है उसमें वह एटीट्यूड शामिल है टेक्स्ट का कौन सा भाग इस पूरे सेंटेंस या पैराग्राफ के बीच का एटीट्यूड रखता है तो यह पूरा कार्य हो सकता है अब यदि आप इस कार्य में से एक का उपयोग करना चाहते हैं दूसरे को नहीं एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह पूरा वाक्य पॉजिटिव या नेगेटिव है मुझे चिंता नहीं है कि कौन सा हिस्सा पॉजिटिव या नेगेटिव है या मैं यह कहना चाहता हूं कि किसकी राय किसकी ओर है और वह सब मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं तो आप चुन सकते हैं कि इस पूरे कार्य का कौन सा हिस्सा आप अपने विशेष एप्लिकेशन के लिए गणना करना चाहते हैं इसलिए सबसे सरल कार्य यह होगा कि आपको एक टेक्स्ट दिया गया है और यह एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो कि सबसे सरल कार्य है और आप देखेंगे कि अधिकांश कार्य इस सरल कार्य के लिए किए जाते हैं तो और यदि आप इसे और अधिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे ठीक है ये सभी एटीट्यूड हैं मैं उन्हें किसी प्रकार का स्कोर दे सकता हूं तो मैं उन्हें 1 से 5 की रेंज में स्कोर करता हूं1 का मतलब बहुत नेगेटिव हो सकता है और 5 का मतलब बहुत पॉजिटिव हो सकता है यह माइनस 5 से 5 तक हो सकता है तो वे अलग अलग स्केल हैं जिन पर आप रेटिंग 1 से 5 दे सकते हैं1 से 10 इत्यादि जब आप फिल्मों या विभिन्न साइटों पर उत्पादों को रेटिंग देंगे तो आप देखेंगे आपके पास 1 से 5 या 1 से 10 तक रेटिंग्स हैं इसलिए फिर से आप उन रेटिंग्स को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं जो टेक्स्ट से कुशल हैं और हां तब यह अधिक एडवांस हो सकता है जहां आप यह पता लगाना चाहते हैं कि टारगेट सोर्स और कंपलेक्स एटीट्यूड टाइपस क्या हैं तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन अलग अलग हो सकती हैं यह सिंपल मोर कंपलेक्स या एडवांस सेंटीमेंट एनालिसिस हो सकता है तो आइए कुछ उदाहरण देखें आपको आई डी एम बी दिया गया है आपको दो अलग अलग रिव्यू मिल रहे हैं और आप पता लगाना चाहते हैं कि वे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव तो यहाँ दो रिव्यू हैं बाईं ओर आपके पास लगभग बीस साल पहले जब एक स्टार वार हुआ था स्टार से ट्रैवल करने की एक इमेज बन गई है और उसके बाद कुछ कूल मिलता है और दूसरा रिव्यु है की यह एक मूवी है अक्टूबर स्काय यह एक बहुत सिंपल इमेज प्रदान करती है रात के आकाश में क्षैतिज रूप से यात्रा करते हुए सफेद बिंदु और यह ओवरऑल रूप एक पॉजिटिव तस्वीर देता है हमारे पास शब्द कूल है और यह एक पॉजिटिव तस्वीर देता है और फिर यदि आप राइट हैंड साइड देखते हैंआप तुरंत देखेंगे एक शब्द है जैसे दिस इज अनबिलेबली डिसएप्वाइंटिंग एंड दिस फिल्म इज हार्डली वर्थ हिज टैलेंटस इत्यादि और आप देखेंगे कि यह एक नेगेटिव रिव्यू है इसलिए इस पूरे टेक्स्ट से आप यह पता लगाना चाहते हैं कि यह पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है तो अब कुछ सरल एल्गोरिदम क्या हैं जिन्हें आप लागू कर सकते हैं यदि आप कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह लग रही है इसलिए हमने अंतिम सप्ताह में क्लासिफिकेशन किया है तो आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट हैं और आप उन्हें पॉजिटिव क्लास या नेगेटिव क्लास में क्लासिफाई करना चाहते हैं कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव और हम जानते हैं कि हम क्लासिफिकेशन के विभिन्न मॉडलों का उपयोग कर सकते हैं मैं एसवीएमएस का उपयोग कर सकता हूं मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग कर सकता हूं मैं नेव बेस मॉडल का उपयोग कर सकता हूं जिसके बारे में हमने बात की थी इसलिए मैं इनमें से किसी भी मॉडल का उपयोग कर सकता हूं लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे शायद यह देखना होगा कि टेक्स्ट को किसी प्रकार का टोकेनाइजेशन किया जाए पता करें कि यहां क्या शब्द हैंऔर मैं अपने क्लासिफिकेशन टास्क के लिए उपयोग की जा सकने वाली महत्वपूर्ण फीचर्स निकालता हूँ इसलिए इनमें से किसी भी एल्गोरिदम को चलाने से पहले यह करना होगा तो जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो स्पेसिफिक रूप से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के बिना इस कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है और हम किसी भी टेक्स्ट के लिए ये सब करना जानते हैं हमें कुछ लेबल लगाने की आवश्यकता होगी और हम नेव बेस क्लासिफायर सीखेंगे लेकिन इस कार्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसी चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है जब हम किसी भी एप्लिकेशन के साथ काम कर रहे हैं तो कुछ डिफ़ॉल्ट तरीके हैं जो आप उस एप्लिकेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं लेकिन आपको यह देखना होगा कि क्या कुछ इस एप्लिकेशन से स्पेसिफिक है जिसे आपको उपयोग करना चाहिए तो हम टोकेनाइजेशन राइट के बारे में बात करते हैं हमने इस कोर्स के पहले सप्ताह में टोकेनाइजेशन पर चर्चा की थी इसलिए मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि यहां अलग अलग शब्द क्या हैं और वहां मैं किसी तरह की प्रीप्रोसेसिंग करता हूं इसलिए मैं लोअर केसिंग करता हूं और स्पेलिंग को सही करता हूं इत्यादि और अगर ऐसे शब्द हैं जो ऑटो वोकैबलरी और हम उन्हें हटा भी सकते हैं तो कई चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं लेकिन जब हम सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं क्या आपको ट्वीट के बारे में कुछ अलग करने की ज़रूरत है तो आइए देखें कि कैपिटलआईसेशन क्या होगा तो मान लीजिए कि आप एक टिप्पणी कर रहे हैं जहां व्यक्ति सभी कैप्स में लिख रहा है तो आप उस चीज़ के बारे में तुरंत क्या कह सकते हैं जब भी आप सभी कैप्स में लिख रहे होते हैं सामान्य तौर पर जो किसी प्रकार की सेंटीमेंट का संकेत देता है तो आप सभी कैप्स में कूल लिखें शायद आप इसके बारे में बहुत खुश हैं या आप इसे पसंद कर रहे हैं इसलिए आप प्रीजर्व करना चाहते हैं कि यह पूरा शब्द कैप्स में आया है आप उस जानकारी को प्रीजर्व करना चाहते हैं और आप लोवर केसिंग करके उस जानकारी को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर से आपके पास लेंथनिंग ऑफ द वर्ल्ड हो सकती है तो आप कूल शब्द लिख रहे हैं और आप सी और एल के बीच में पांच या छह ओ लिख रहे हैं आप प्रीजर्व करना चाहते हैं कि आप यहां लेंथनिंग कर रहे हैं और लेंथनिंग का मतलब फिर से किसी प्रकार का सेंटीमेंट हो सकता है फिर एक दिलचस्प बात यह है कि जिन इमोटिकॉन्स के बारे में हमने कभी चिंता नहीं की है लेकिन सेंटीमेंट एनालिसिस में इमोटिकॉन्स लोगों की सेंटीमेंट का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर हैं इमोटिकॉन्स या तो कमेंट्स में हो सकते हैं जब लोग ट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं तो क्या वे इमोटिकॉन्स को कैप्शन देने के कुछ आसान तरीके हैं वे सभी रेगुलर एक्सप्रेशन से आते हैं इसलिए यदि आप कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन का निर्माण कर सकते हैं और जो वास्तव में हमारे साथ उपलब्ध हैं इसलिए यहां कुछ ऐसे नियमित उदाहरण दिए गए हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और आप यह पता लगा सकते हैं कि इसमें एक आई ऑप्शनल नोज माउथ रिवर्स ओरियंटेशन इत्यादि हैं और इस इमोटिकॉन में से प्रत्येक में कुछ प्रकार की सेंटीमेंट होती हैं तो आप इनमें से प्रत्येक इमोटिकॉन्स के साथ सेंटीमेंट को जोड़ सकते हैं फिर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंटीमेंट के एनालिसिस में नेगेशन को हैंडल करना है तो आइए हम इन दो उदाहरणों को लेते हैं मुझे यह फिल्म पसंद नहीं आई के विरोध में मुझे वास्तव में यह फिल्म पसंद है तो क्या होगा जब आप स्टैंडर्ड Naïve Bayes नेव बेस मॉडल को लागू कर रहे हैं तो आपके पास यह होगा मुझे यह फिल्म पसंद नहीं थी और फिर यह होगा मुझे यह फिल्म पसंद थी तो इन वाक्यों में क्या होगा बाकी सब समान है एक शब्द को छोड़कर और हो सकता है कि आपके पास मुझे पसंद है इससे आपको दोनों में पॉजिटिव सेंटीमेंट मिले यदि आप प्रत्येक शब्द को टोकेनाइजिंग करने और एक क्लासिफायर चलाने के लिए एक सरल विधि लागू कर रहे हैं इसलिए सवाल यह है कि क्या हम इस निगेशन के लिए कुछ विशिष्ट कर सकते हैं और जबकि कई अलग अलग तरीके हैं जिससे लोग इसको करते हैं एक दिलचस्प विचार यह है कि आप नहीं को उन सभी शब्दों पर जो इसका अनुसरण कर रहे हैं पर लागू करते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है को मैंने ऐसा नहीं किया है मे कन्वर्ट कर दे तो यह एक अलग टोकन हो जाता है जैसे लाइक एक टोकन और नोट लाइक एक दूसरा टोकन नोट दिस और नोट मूवी जैसा इसलिए आप उन सभी शब्दों को जोड़ते हैं जो इसका अनुसरण कर रहे हैं मे नहीं जोड़ते हैं और आप ऐसा करते हैं जब तक कि विराम चिह्न नहीं है इसलिए यहां पर ऐसा हो सकता है कि विराम चिह्न के बाद मैं कुछ शुरू कर रहा हूं लेकिन इसलिए आप विराम चिह्न के बाद इस निगेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं जिसे आप विराम चिह्न पर यहाँ रोकना चाहते हैं तो यह एक तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हालांकि कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जिनके बारे में हमने इस पाठ्यक्रम में बात की है आप इसे लोअर केस करते हैं आप इसे स्टेमिंग करते हैं और आप यह करते हैं और एक विशेष एप्लिकेशन के लिए आपको इसे अलग तरीके से कर सकते है देखें कि आप यहां प्रिजर्व करना चाहते हैं कि लोअर केस क्या हैं और लेंथनिंग क्या हैं और नेगेशन के लिए क्या है आपको कुछ अलग करना है ताकि पता चले कि इमोटिकॉन्स उन्हें एक महत्वपूर्ण फीचर्स के रूप में लेते हैं तो आपको इस एप्लिकेशन के लिए कुछ विशिष्ट करना होगा देखिए आपको ऐसा दिखना है तो नेव बेस आपको याद है कि हमने पिछले सप्ताह ही किया था इसलिए हम एक क्लासिफायर का निर्माण करेंगे मान लें कि हमारी क्लासेस दो या तीन पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकती हैं और यह है कि आप एक क्लासिफायरियर का निर्माण कैसे करते हैं और आप अपने ट्रेनिंग डेटा से प्रत्येक वर्ग की प्रोबेबिलिटी पा सकते हैं आप क्लास फीचर्स में प्रत्येक फीचर की प्रोबेबिलिटी जोकि एंसेंबल वर्ड्स या कुछ और को ट्रेंड डाटा से इस मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट का उपयोग करके एक को स्मूथली जोड़ कर ढूंढ सकते है आप डुप्लिकेट शब्दों को हटा सकते हैं और आप नेव बेस मॉडल का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं कि नेव बेस एल्गोरिदम के अनुसार क्लास ऑप्टिमल क्लास क्या है तो यह एक सरल तरीका है लेकिन लोगों ने और क्या प्रयास किया है और आपको लगता है कि यह सिंबल नेव बेस कुछ समय काम करता है लेकिन यह बहुत अच्छी सटीकता के साथ काम नहीं करता है और ऐसे बहुत से मुद्दे है जिसकी वजह से यह काम नहीं कर रहा है हम उनमें से कुछ को देखेंगे तो जैसे कि अगर आप सेंटीमेंट विश्लेषण की बात करते हैं तो यह एक साधारण समस्या है मुझे बस इसका विशेष रिव्यू करना है इस तरह के निर्णय लेने में थोड़ा जल्दी हो सकता है लेकिन बैटलफील्ड पृथ्वी इस सदी की सबसे खराब फिल्म साबित हो सकती है इसलिए मैंने इस रिव्यू को पढ़ा और क्या यह बहुत आसान लग रहा है कि आप सेंटीमेंट को पता लगा सकते हैं मैं सबसे वर्स्ट मूवी देखता हूं और सबसे यह वर्स्ट बताने के लिए पर्याप्त है कि यह एक नेगेटिव रिव्यू है इसलिए मैं तुरंत इसे नेगेटिव का ध्रुवीकरण बता सकता हूं यह आसान लग रहा है तो क्या ऐसा नहीं है कि मुझे इन शब्दों की समीक्षा में खराब बेस्ट लव हेट देखना है और फिर मैं एक तो यह पता चला है कि यह इतना आसान नहीं है तो पंग एट अल से 2002 में प्रयोग की सूचना दी गई थी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने फिर से एक कॉरपस लिया था जिसमें कि मुझे लगता है कि कुछ रिव्यूज थे और उन्होंने कॉरपस दिखाने से पहले लोगों से पूछा था अगर वे पॉजिटिव शब्दों और नेगेटिव शब्दों की सूची के साथ आ सकते हैं और मैं एक रिव्यू को पॉजिटिव रूप में लेबल करूंगा अगर इसमें एक शब्द पॉजिटिव है और नेगेटिव रूप में लेबल करूंगा अगर इसमें दोनों के बहुमत के पॉजिटिव नेगेटिव शामिल हैं और लोग तब अलग अलग सूचियों के साथ आए इसलिए उदाहरण के लिए इसलिए मानव वन इस सूची के साथ आया जैसे डेसलिंग ब्रिलिएंट फिनोमिनल एक्सीलेंट फैंटास्टिक और ऐसे ही नेगेटिव सक टेरिबल ऑफुल अनवॉचेबल हाईडियोस दूसरा मानव की इस सूची के साथ आया था जैसे ग्रिपिंग मेसमराइजिंग रिवाईटिंग स्पेक्टाकुलर कूल और नेगेटिव के रूप में बैड सकस बोरिंग स्टूपिड इत्यादि इसलिए वे पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास में अलग अलग शब्दों के साथ आए लेकिन जब उन्होंने यह देखने की कोशिश की कि इस शब्द का उपयोग करने की एक्यूरेसी क्या होगी जो इस कार्य पर मनुष्यों द्वारा बनाई गई है उन्होंने पाया कि मानव 1 की एक्यूरेसी 58 प्रतिशत थी और मानव दो की एक्यूरेसी 64 प्रतिशत थी दूसरी ओर यदि हम इसे आँकड़ों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं आपको शब्द मिलते हैं जैसे लव वंडरफुल बेस्ट ग्रेट सुपर्ब ब्यूटीफुल आदिक्योंकि यह आंकड़ों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है और नेगेटिव हमारे पास शब्द हैं जैसे बैड वर्स्ट स्टूपिड वेस्ट बोरिंग और कुछ क्वेश्चन मार्क एक्स्कलामेशन इत्यादि और यह अभी भी अन्य दो की तुलना में बेहतर है तो यह अन्य दो की तुलना में 69 प्रतिशत का प्रदर्शन देता है तो आप देख सकते हैं कि केवल शब्दों का उपयोग करके यह पर्याप्त नहीं हो सकता है और ऐसा क्यों हो सकता है तो इन पॉजिटिव नेगेटिव शब्दों का उपयोग क्यों पर्याप्त नहीं है इसलिए आपको लगता है कि वे सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तो अगले लेक्चर को हम पूरी तरह से उस के लिए समर्पित करेंगे लेक्सीकोन के विभिन्न प्रकार और सेंटीमेंट की डिक्शनरी क्या हैं जो इस कार्य के लिए आप उपयोग कर सकते हैं लेकिन उनके साथ एक समस्या है तो इसके लिए आपको यह देखना होगा कि लोग अपने कमेंट में कैसे लिखते हैं यह एक उदाहरण है दिस लैपटॉप इस ए ग्रेट डील यदि आप वाक्य देखते हैं तो आप कहेंगे कि यह एक पॉजिटिव रिव्यू की तरह लग रहा है लेकिन अब हम इसे एक अलग तरह से देखते हैं ए ग्रेट डील ऑफ मीडिया अटेंशन सराउंडिंग द रिलीज ऑफ द न्यू लैपटॉप मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ग्रेट एंड डील और इस वाक्य में ग्रेट भी है और डील में लैपटॉप भी है क्या आप कहेंगे कि यह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है यह वाक्य न्यूट्रल जैसा दिखता है तो आप ठीक कहते हैं देयर इस ए लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन लेकिन लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं कहता कि लैपटॉप अच्छा है या बुरा जबकि पिछला लैपटॉप ऐसा कर रहा था तो यह एक मामला यहीं नहीं रुकता लोग भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे दिस लैपटॉप इस ए ग्रेट डील और आई हैव गोट ए नाइस ब्रिज यू माइट बी इंटरेस्टेड इन राइट तो यह कुछ प्रकार के फ्रेसिस है जो लोग सार्केज्म का उपयोग करने के लिए कहते हैं जैसे दिस इस ए नाइस डील डेट यू माइट इंटरेस्टेड इन तो इसका मतलब है कि यह एक बहुत बुरे लैपटॉप की तरह है यदि आप बात कर रहे हैं तब भी अच्छा है पर यह एक मजाक जैसा है तो फिर टेक्स्ट में कुछ ह्यूमर या सार्केज्म भी हो सकता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है हालाँकि इस वाक्य में कोई नेगेटिव शब्द नहीं है इसी तरह यहाँ फिल्म शानदार होनी चाहिए यह एक महान कथानक की तरह लगता है कि अभिनेता पहली श्रेणी के हैं सहायक कलाकार अच्छा है स्टैलोन एक अच्छा प्रदर्शनऔर सब कुछ सकारात्मक देने का प्रयास कर रहा है हालाँकि यह होल्ड नहीं कर सकता है और अंतिम वाक्य तुरंत सभी पोलैरिटी को नेगेटिव में बदल देता है तो यह कहता है हालांकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव शब्द हैं तो यह वही है जो सेंटीमेंट एनालिसिस को और अधिक कठिन बना देता है कि आप इसे सिंपल फीचर्स का उपयोग करके आसानी से नहीं कर सकते हैं तो यह इंट्रोडक्शन के बारे में था तो अब हम क्या करेंगे हम विभिन्न मेथड के बारे में बात करेंगे जिनका उपयोग किया जा सकता है फिर से सबसे कॉमन मेथड में कुछ प्रकार के नोन शब्दों का उपयोग किया जाता है जो पॉजिटिव या नेगेटिव पोलैरिटी रखते हैं और आपके पास इन शब्दों की कुछ प्रकार की बड़ी लिस्ट है जो मैन्युअल रूप से कुछ 10 या 12 शब्दों को नहीं बनाते हैं यह कुछ 1000 शब्द हो सकते हैं जिन्हें लोगों ने पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट्स के साथ एनोटेट किया है और इसे अफेक्टिव लेक्सिकॉन कहा जाता है तो आप इन लेक्सिकनस का उपयोग कर सकते हैं और वे आसानी से उपलब्ध हैं तो हम उन लोगों को देखेंगे और आप इसे अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आप इन लेक्सिकनस को कैसे सीखते हैं तो यहां इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं का और फिर हम अगले व्याख्यान में इस बारे में बात करेंगे